अब तक हमने केवल प्रतिरोधकों और स्वतंत्र वोल्टेज स्रोतों वाले परिपथों के लिए मेष विश्लेषण का अध्ययन किया अब हम अन्य स्रोतों पर विचार करेंगे पहले स्वतंत्र प्रवाह स्रोत और फिर नियंत्रण स्रोत भी मुझे सर्किट लेने दो जहां मेरे पास एक स्वतंत्र प्रवाह स्रोत है आप जानते हैं कि यह वही सर्किट है जो हमारे पास पहले था सिवाय इसके कि मैं रोकनेवाला को एक स्वतंत्र प्रवाह स्रोत से बदल देता हूं अब मेश एनालिसिस इक्वेशन लिखते समय हमारे पास प्रत्येक मेष के चारों ओर वोल्टेज ड्रॉप्स थे मेष में स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत के कारण वोल्टेज में वृद्धि प्रवाह स्रोत के साथ समस्या यह है कि प्रवाह स्रोत में वोल्टेज प्रवाह स्रोत के माध्यम से प्रवाह से असंबंधित है आप करंट स्रोत से करंट स्रोत के माध्यम से वोल्टेज का अनुमान नहीं लगा सकते हैं और करंट स्रोत का पूरा उद्देश्य निरंतर करंट प्रवाह को बनाए रखना है चाहे इसके पार कितना भी वोल्टेज हो जब हमने स्वतंत्र वोल्टेज स्रोतों को शामिल किया तो यह नोडल विश्लेषण के साथ हुई समस्या के समान है और समाधान भी वैसा ही है जैसा हमने नोडल विश्लेषण और स्वतंत्र वोल्टेज स्रोतों के साथ किया था तो मुझे तीन मेष लेने दें पहले की तरह ही मेष करंट i 1 i 2 और i 3 और करंट सोर्स में वोल्टेज के साथ मुझे उस V x को लेबल करने दें अब अगर मैं पहले मेष के चारों ओर केवीएल समीकरण लिखता हूं तो मुझे i 1 × R 1 1 i 1 i 3 × R 1 3 मिलेगा जो कि R 1 1 और R 1 3 में वोल्टेज ड्रॉप हैं मुझे नहीं पता इस करंट स्रोत में वोल्टेज गिरता है इसलिए मैं केवल उस Vx को लेबल करूंगा और वह वोल्टेज वृद्धि V1 के बराबर होना चाहिए इसलिए यह मेष संख्या 1 के लिए है अब दूसरे मेष के लिए मुझे पता है कि i 2 i 3 R 2 3 i 2 R 2 2 और मुझे इस पार वोल्टेज ड्रॉप का पता नहीं है और अब मुझे इसे विपरीत दिशा में ले जाना है इसलिए मुझे मिलेगा V x V 2 समस्या यह Vx है जिसे हम नहीं जानते हैं और पहले की तरह हम इन दो मेष के अनुरूप समीकरणों को जोड़ते हैं और हमें i 1 R 1 1 i 1 i 3 × R 1 3 i 2 i 3 × R 2 3 i 2 R 2 2 V 1 V 2 Vx चला जाता है क्योंकि मेष संख्या 1 में यह एक चिन्ह के साथ दिखाई देता है मेष संख्या 2 में यह विपरीत चिन्ह के साथ दिखाई देता है और अब यह आखिर क्या है यह मूल रूप से वोल्टेज ड्रॉप्स है यदि आप इस पूरे लूप के चारों ओर जाते हैं जिसमें ये दो मेष होते हैं और इसे सुपर मेष के रूप में जाना जाता है जो मेष नंबर 1 और मेष नंबर 2 का संयोजन है तो एक सुपर मेष बनाकर हम इस स्वतंत्र करंट स्रोत में वोल्टेज को नहीं जानने की इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं यह नोडल विश्लेषण में स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत के माध्यम से बहने वाले करंट के बारे में चिंता न करने के लिए एक सुपर नोड बनाने जैसा है बेशक दो जाल समीकरणों को एक में जोड़कर हमने समीकरण खो दिया है लेकिन अब हम यहां किरचॉफ करंट कानून लागू करके यह भी जानते हैं कि i 1 i 2 i 0 क्योंकि इस शाखा के माध्यम से नीचे की दिशा में करंट है i 1 i 2 यहां यह i 1 i 2 होना चाहिए लेकिन मैं उस मान को जानता हूं क्योंकि स्वतंत्र करंट स्रोत इस करंट i 0 को सेट करता है तो मेरे पास करंट स्रोत के लिए समीकरण है और मुझे यह समीकरण मिलता है और इन दो समीकरणों के साथ और तीसरे मेष के लिए भी जाल संख्या 3 मेरे पास पहले जैसा ही समीकरण है तो इन तीन समीकरणों के साथ मैं तीनों मेष धाराओं के लिए हल कर सकता हूं और वहां से सभी शाखा धाराएं और शाखा वोल्टेज प्राप्त कर सकता हूं इसलिए जब आपके पास एक स्वतंत्र करंट स्रोत होता है तो आप एक सुपर मेष बनाते हैं और ऐसा करने से आप एक मेष समीकरण खो देते हैं लेकिन आपके पास करंट स्रोत के अनुरूप बाधा है जो आपको एक और समीकरण देता है जिसके साथ हम सेट को पूरा कर सकते हैं सर्किट में सभी चरों को हल करने के लिए आवश्यक समीकरण अब हमने करंट स्रोत पर विचार किया जो दो मेष के बीच था लेकिन मान लें कि सर्किट की परिधि के साथ एक करंट स्रोत था कुछ इस तरह और यह एक शाखा में नहीं है जो दो मेष के बीच आम है लेकिन यह एक शाखा पर है जो सर्किट की परिधि पर है इसलिए यह केवल एक मेष से संबंधित है अब इस मामले में स्थिति और भी सरल है आप जानते हैं कि इस शाखा के माध्यम से करंट मेश करंट i1 है और इसमें i0 है क्योंकि आश्रित करंट सोर्स है तो यह तुरंत आपको i 1 i 0 देता है और आपको i 1 को हल करने की भी आवश्यकता नहीं है अब यह नोडल विश्लेषण में समान 2 है तो यह मेष विश्लेषण और नोडल विश्लेषण में है मान लें कि हमारे पास वोल्टेज स्रोत था संदर्भ नोड और नोड्स में से एक के बीच एक स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत तो मान लीजिए कि यह नोड 1 है कई अन्य चीजें नोड 1 से जुड़ी हो सकती हैं लेकिन बात यह है कि आपको V 1 के लिए हल करने की ज़रूरत नहीं है आप जानते हैं कि V 1 का मतलब V0 है तो इसी तरह सर्किट की परिधि पर एक करंट स्रोत होने की स्थिति इसके अनुरूप है जहां आपको इस एक चर के लिए हल भी नहीं करना पड़ेगा तो प्लानर सर्किट के लिए मेष विश्लेषण कई मायनों में नोडल विश्लेषण के समान है नोडल विश्लेषण के लिए सबसे आसान मामला केवल प्रतिरोधक और स्वतंत्र करंट स्रोत होना है जाल विश्लेषण के लिए सबसे आसान मामला केवल प्रतिरोधक और स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत होना है अब नोडल विश्लेषण में जब आपके पास एक स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत होता है तो आपको दो नोड्स को मिलाकर एक सुपर नोड बनाना होता है मेष विश्लेषण के मामले में आपको दो मेश को मिलाकर एक सुपर मेश बनाना होता है अब मैंने दोनों को कहा लेकिन वोल्टेज स्रोत कैसे जुड़े हैं इस पर निर्भरता पर्याप्त है कि कुछ मामलों में यदि आपके पास नोडल विश्लेषण में वोल्टेज स्रोतों की एक श्रृंखला है तो आपको दो से अधिक नोड्स को एक सुपर नोड में जोड़ना पड़ सकता है इसी तरह मेष विश्लेषण में भी यदि आपके पास सर्किट में कई शाखाओं में एक वर्तमान स्रोत है तो आपको एक सुपर जाल बनाना पड़ सकता है जो दो से अधिक जालों का संयोजन है इसलिए यह सब संभव है और ये स्थितियां समान हैं यानी मैं उन पर बहुत विस्तार से विचार नहीं कर रहा हूं और मैं उनके माध्यम से विश्लेषणात्मक रूप से जल्दी जा रहा हूं इसलिए यदि आप दो मेष विश्लेषण की तुलना करते हैं जब आपके पास प्रतिरोधों और स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत के लिए एक सर्किट होता है और नोडल विश्लेषण के लिए होता है जो प्रतिरोधों और स्वतंत्र करंट स्रोतों वाले सर्किट के लिए होता है इन मामलों में संरचना भी समान है हमारे पास प्रतिरोध मैट्रिक्स × मेश करंट वेक्टर स्रोत वेक्टर है जिसमें स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत शामिल हैं और नोडल विश्लेषण के मामले में हमारे पास प्रवाहकत्त्व मैट्रिक्स × स्वतंत्र वर्तमान स्रोत वेक्टर के बराबर नोड वोल्टेज वेक्टर में था इसके अलावा इनकी समान संरचनाएं थीं सममित थे और यदि आप इस मामले में विकर्णों को देखते हैं तो यह एक नोड पर चालन का योग था और मेष विश्लेषण के मामले में यह एक मेष में कुछ प्रतिरोध था और विकर्ण तत्वों के मामले में भी समान थे विकर्ण तत्व के नोडल विश्लेषण का विशेष नोड्स के बीच आचरण का नकारात्मक था और इसी तरह मेष विश्लेषण में यह दो मेष के प्रतिरोध का नकारात्मक था जब मेष विश्लेषण के साथ वर्तमान स्रोतों तक भी हमें एक सुपर मेष बनाना पड़ता है और यह नोडल विश्लेषण के साथ स्वतंत्र वोल्टेज स्रोतों के समान होता है जिस स्थिति में आपको सुपर नोड की खेती करनी होती है इसलिए इस विश्लेषण और नोडल विश्लेषण के विस्तृत उपचार के साथ हम सभी मामलों के लिए मेष विश्लेषण करने और इसके गुणों को समझने में सक्षम होना चाहिए